फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर देवप्रिया दास डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर लेक्चर 17 सर्किट एनालिसिस के तरीके जारी स्लाइड समय देखें 0022 फिर पहले उस मेष और लूप वाली चीज़ को देखना होगा तो सवाल यह है कि अगर a b e f a पाथ को देखते हैं इसका मतलब है a b e f a इसका मतलब है यह एक a b e f a तो एक हमारा b c d e b यह एक a b e f a एक और एक b c d e b है तो यहां से शुरू b c d e b यह वास्तव में इंडिविजुअल है यह वास्तव में मेष है यह एक मेष है यह मेष है क्योंकि r के तहत कोई लूप नहीं है उस के भीतर क्या कहते हैं लेकिन जब लूप के बारे में सोचते हैं तो मान लीजिए कि यह एक नीला रंग है अगर इस कलर को दूसरे कलर से बनाएं तो चीजें अच्छी होंगी लेकिन समझने की कोशिश करें लेकिन अगर इनको इस तरीके से बनाते हैं जैसे r a b c d e f a a b c कहे तो यह एक लूप है a b c d d e f a यह एक लूप है क्योंकि इस लूप के भीतर 2 बोल्ड लूप हैं तो यह एक लूप है लेकिन इसका मतलब है कि वहाँ मेष होगा लेकिन यह एक और यह एक यह एक मेष है इसके भीतर कोई मेष नहीं है लेकिन अगर b b d d e f a की तरह b c लिया जाए तो इस तरह से लेने पर यह पूरी चीज पसंद आएगी तो उसके भीतर एक और लूप यहां होगा एक और लूप यहां इसे लूप कहा जाता है तो यह मामूली अंतर लूप और मेष है लेकिन कभी कभी शिथिल या तो लूप या मेष बात करते हैं लेकिन यह अंतर लूप और मेष ठीक है तो यह ऐसा इसका मतलब है अगर ले अगर बस पकड़ लो अगर ले लो अगर इन की तरह है अगर इन की तरह पूरी बात ले लो यह एक लूप है यह एक लूप है मान लीजिए इसे एक लूप के रूप में ले रहे हैं लेकिन इसके भीतर उस के भीतर यह लूप है क्योंकि लूप है उसके भीतर लूप नहीं है तो यह पूरी चीज एक लूप है लेकिन इसके भीतर भी 2 यह 2 लूप हैं तो यह एक लूप है लेकिन अगर यहलूपलें तो इसके भीतर कोई लूप नहीं है यहां भी इसके भीतर लूप नहीं है उस समय कॉल मेष तो यह मेष 1 है यह मेष 2 है और यह एकल लूप है आशा है कि मेश और लूप के बीच मामूली अंत को समझ गया है इसलिए यह तो यहां अगर सर्किट में देखें अगर सर्किट में देखें तो यह करंट कैपिटल I1 है यह है कि यह कैपिटल I2 ली है और यह कैपिटल I3 लिया है और और साइक्लिक कैपिटल I1 I2 लिया है यह I1 है और यह I2 है साइक्लिक करंट लिया गया है तो इस मामले में तत्कालीन क्या कर सकते हैं पहली बार इस कैपिटल I1 को देखते हैं पहले देखें कि यह चीजें कैसे कैपिटल I1 हैं यह R1 r समझ के लिए कैपिटल I1 है यह इस तरह से चल रहा है तो यह r I1 है इसका मतलब है और यह कैपिटल I1 है इसका मतलब है मेरी कैपिटल I1 स्मॉल I1 यहाँ अब अगर इस I2 को लें तो यह इस तरह से चल रहा है तो इस I1 इस I1 अगर ले यह नीचे आ रहा है और यह I2 अगर ले यह इस स्मॉल I1 और स्मॉल I2 ऊपर जा रहा है तो I2 तब क्या होगा कैपिटल I2 तो यह कैपिटल I2 है तो डायरेक्शन नीचे की ओर है और यह I1 डायरेक्शन नीचे की ओर है और यह ऊपर की ओर जा रही है तो यह I1 I2 है यह कैपिटल I2 है I1 I2 और I3 यह करंट वास्तव में I2 है क्योंकि यह इस तरह चलता है यह वास्तव में I2 है इसका मतलब है मेरी स्मॉल I2 कैपिटल I3 इस तरह से यह साइक्लिक करंट इस तरह से चीजों को समझना आसान हो जाएगा तो अब ताकि I1 स्मॉल I1 कैपिटल I1 स्मॉल I2 कैपिटल I3 और नीचे की डायरेक्शन I2 I1 क्योंकि I1 नीचे की ओर बढ़ रहा है इसलिए रिजल्टेंट I1 I2 है क्योंकि इस साइक्लिक करंट को लिया है तो यह ऐसा है इसका मतलब है अब लागू करें r यह आर 1 जाल है अब आर केवीएल को अपने मेष में लागू करें क्योंकि मेष एनालिसिस केवीएल और नोडल एनालिसिस लागू करना है केसीएल को लागू करना है Refer Slide Time 0512 तो इस मामले में लेकिन अगर यह एक सुपर नोडहै तो निश्चित रूप से केसीएल और केवीएल दोनों की आवश्यकता देखी गई है तो इस मामले में यदि आप नीचे लिखते हैं कि क्या अपने 1 केसीएल केवीएल को मेष 1 और मेष 2 में कॉल करता है तो उसे यह 2 समीकरण मिलेंगे अब नहीं लिखा क्योंकि क्यों चीजें बहुत आसानी से समझ में आती हैं स्लाइड समय देखें 0512 तो यह सब ऊपर है इसके माध्यम से जा सकते हैं जो कुछ भी बताया है यहां सब कुछ लिखा गया है लेकिन कुछ स्थान एक पुस्तक में विस्तार पा सकते हैं इसलिए कृपया इसे एक अध्याय में देखें ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिसे पूरा किया गया हो स्लाइड समय देखें 0525 इसलिए यदि अपना मेश 1 और मेश मे नाम केवीएल लिखिए मिलेगा v 1 R 1 I1 R 2 I1 में I2 0 इसका मतलब है अगर सरलीकरण होता है तोR 1 R 2 I1 R 2 v 1 मिलेगा इसका मतलब यह है कि यदि इसमें अपने केसीएल केवीएल को लागू किया जाता है तो इस मेष में तो यह I1 R 1 होगा फिर r I2 2 इनटू 2 r 2 I 2 इनटू 2 R 2 v 0 I2 में I1 I2 में बताया तो इन सभी चीजों को बनाने पर ये एक अंत में मिल जाएगा यह 1 R 2 I1 R 2 I2 v 1 है स्लाइड समय देखें 0600 इसी तरह केवीएल को मेष 2 पर लागू करें लागू करें केवीएल मेष को मेष 2 में क्या कहते हैं तो यह बस इस r I3 R3 v 2 r R 2 2 इनटू 2 I2 I1 की तरह होगा तो यहाँ I3 R3 R 2 I2 v 2 R 2 into I2 I1 0 सीधे आगे लिख सकते हैं क्योंकि जब एक मेष में घूम रहे हैं 2 I2 ऊपर की ओर है तो वे क्लाकवाइज डायरेक्शन में में आगे बढ़ रहे हैं और I1 नीचे की ओर I1 नीचे की ओर हां I2 I1 तो समझ में आता है स्लाइड समय देखें 0643 तो यह r v y v 1 v 2 ज्ञात है यदि R 1 R 2 R3 सभी ज्ञात हैं तो I1 I2 साइक्लिक करंट के लिए हल करें और यदि स्मॉल I1 I2 ज्ञात है तो I1 कैपिटल I1 स्मॉल I1 है तब कैपिटल I3 स्मॉल I2 देखा है डायग्राम में देखा है और फिर I2 तो इसको कह सकते हैं कि यह नीचे की ओर है तो यह I1 I2 होगा स्लाइड समय देखें 0712 यह हमारा है I1 को देखा है I1 कैपिटल I1 स्मॉल I1 कैपिटल I2 I1 I2 को इस डायग्राम के अनुसार नीचे की डायरेक्शन में और I3 I2 को इस डायग्राम के अनुसार दिया है यह r 1 I2 सबसे नीचे की डायरेक्शन है तो अब इस के भीतर यह मेश एनालिसिस है इसलिए r जो कॉल करता है वह r जो कि चित्र 20 में दिखाए गए सर्किट के मेष एनालिसिस का उपयोग करके I1 I2 I3 को निर्धारित करता है स्लाइड समय देखें 0753 तो अपने मेष एनालिसिस को लागू करना होगा आह इसका मतलब है KVL यह मेष 1 है यह एक और मेष है और तदनुसार केवीएल लागू करें केवल एक चीज पता करें कि 1 वोल्टेज स्रोत यहां है तो अगर उस पर गौर करें कि यह I1 इस तरह जा रहा है तो यह इस तरह जा रहा है तो स्मॉल I1 कैपिटल I1 इस I1 को पता लगाना है तो स्मॉल I2 यह भी इस तरह जा रहा है तो यह स्मॉल I2 भी कैपिटल I2 है अगर यह कैपिटल I2 है क्योंकि यह r I2 एक ही डायरेक्शन है यह r I1 है यह स्मॉल I1 एक ही डायरेक्शन है और I3 यह कैपिटल I3 नीचे की ओर है तो यह I1 नीचे की ओर है और यह स्मॉल I2 ऊपर की तरफ है तो रिजल्टेंट यह एक है इसलिए I1 और I2 को हल करने के बाद I1 कैपिटल स्मॉल I1 कैपिटल I1 स्मॉल I2 कैपिटल I2 का पता लगाएं और यह I3 है तो आसानी से अपना केवीएल लागू करें अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है यदि उदाहरण के लिए एक I1 समीकरण के रूप में लागू होता है तो मान लीजिए कि मैं इस तरह से आगे बढ़ रहा हूं इस तरह से आगे बढ़ रहा हूं तो 10 वोल्ट यह पहले एनकाउंटर कर रहा है तो मैं इसे साफ कर दूंगा फिर लिखूंगा इसलिए यदि यहां अपना केवीएल लागू करें स्लाइड समय देखें 0926 तो यह इस तरह से बढ़ रहा है तो यह 10 होगा क्योंकि यह R1 0 वोल्ट का सामना कर रहा है तो यह वह होगा जो इस 10 को I1 I2 2 इनटू 2 I1 I2 में कॉल करेगा क्योंकि क्लाक वाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं तो इस डायरेक्शन में इस ब्रांच में रिजल्टेंट करंट यह इस तरह से है अगर यह I1 I2 है इस तरह से आगे बढ़ रहा है तो इस वोल्टेज सोर्स का पहला टर्मिनल पर एनकाउंटर कर रहा है तो 15 फिर r r 5 बाइ 1 0 तो आशा कुछ भी मिस नहीं किया है तो अगर सरलीकरण उस रिलेशन को I1 I2 मिलेगा इसी तरह यहाँ भी उसी तरह करते हैं तो मुझे इसे करने दो स्लाइड समय देखें 1024 तो यदि ऐसा है तो यहाँ लिखा है 15 जो कुछ भी कहा 15 5 I1 10 10 I1 I2 0 बताया कि इसे लिखें 10 वोल्ट है तो 10 इस तरह आगे आ रहा है फिर I1 I2 इनटू 10 तो I1 I2 इनटू 10 तो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो 15 तो 15 यहाँ है तो 5 I1 5 I1 0 सरल करने पर 3 I1 2I2 1 यह समीकरण 1 है इसी तरह मेश 2 के लिए यदि मेश 2 को लागू करें यदि क्लॉकवाइज चलती हैं तो I2 इनटू 10 कि R1 0 इनटू I2 है यहाँ 10 इनटू I2 है यहाँ है अब इस तरह से क्लॉकवाइज इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं मतलब अब इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो इस तरह से अब इस तरह से क्लॉकवाइज जा रहा है तो यह I2 I1 इनटू 10 में होगा तो यह स्पष्ट कर सकते हैं तो यह I2 I1 इनटू10 होगा तो 10 इनटू I2 I1 और फिर एनकाउंटर टर्मिनल इस 10 वोल्ट सोर्स का पहला तो 10 तो यहाँ यह है 10 0 इसका मतलब है I1 2 I2 1 यह समीकरण 1 है इसलिए समीकरण 1 और 2 हल करें स्लाइड समय देखें 1143 यदि हल करें तो स्मॉल I1 एक एम्पीयर और स्मॉल I2 1 एम्पियर भी मिलेंगे इस प्रकार कैपिटल I1 I1 और शुरुआत में बताया कि यह 1 एम्पीयर I2 स्मॉल I2 1 एम्पीयर है और डायरेक्शन में I3 नीचे है I1 I2 कि 0 इसका मतलब है उस दूसरी ब्रांच में कोई बहने वाली करंट नहीं है स्लाइड समय देखें 1205 तो आइए हम फिगर 21 में दिखाए गए सर्किट में मेष एनालिसिस के निर्धारण का उपयोग करके एक और उदाहरण लेते हैं इसलिए यह पता लगाना होगा कि प्रश्न यह है यह एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है यह करंट वास्तव में इस करंट के माध्यम से बह रहा है और यह एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और इसे आर करना पड़ता है क्या प्रक्रिया एक ही प्रक्रिया का अनुसरण करती है R 1 मेष 2 मेष और 3 मेष होते हैं तो तदनुसार आर करना होगा किस कॉल को हल करना है इसका मतलब है इस ब्रांच में कब क्या हो रहा है तो यह जहां इस ब्रांच में इस ब्रांच को बना रहे हैं तो यह जब इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं जैसे ये चल रहे हैं इसलिए यह करंट r है जिसे I1 कहा जाता है यहां यह सब कुछ लिखा गया है लेकिन r समझ के लिए यह r बना देगा जो इसे बड़े पैमाने पर दिखा रहा है तो यह करंट वास्तव में है और यहकरंटइस तरह से चल रहा है और यह इस तरह से चल रहा है तो इस मामले में यदि इस पर गौर करें तो यह 5 Ω से5 Ω रेजिस्टेंस में धारा का रेजिस्टेंस करता है कि नीचे की ओर तो वास्तव में यह I1 यह वास्तव में I1 I2 है क्योंकि I1 नीचे की ओर आ रहा है और यह ऊपर की ओर जा रहा है यह I2 ऊपर की ओर जा रहा है तो यह है कैपिटल I1 I2 इसी तरह यहाँ इस 6 Ω रेजिस्टेंस 6 Ω रेजिस्टेंस में जब यह देखते हैं कि 6 Ω रेजिस्टेंस के पार वह वोल्टेज क्या है तो यह वास्तव में होगा क्योंकि आर को उस केवीएल को कॉल करने के लिए एप्लीकेशन करना होगा तो यदि केवीएल लागू करते हैं तो यह इस में 5 होगा तो 5 वास्तव में I1 I2 तो यहाँ 6 लागू करने के लिए है I1 नीचे की ओर है यह ऊपर की ओर है तो यह I1 है I3 यह एक फिर पहले नेगेटिव टर्मिनल का सामना करना पड़ रहा है 12 0 इसलिए इस समीकरण को आसानी से लिख सकता है यह मेष 1 के लिए पहला समीकरण है इसी तरह मेष 2 के लिए यदि लागू हो यदि देखो अगर इस तरह से देखें तो यह I2 में 12 होगा क्योंकि I2 में 12 यह मेष 2 है 12 I2 में इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो यह r I2 है और यह r I3 है क्योंकि यहां क्लॉक वाइज ले रहे हैं क्लॉक वाइज भी इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो I2 2 इनटू I2 I3 r 5 इनटू I2 इनटू I1 0 तो इस तरह से यह सभी समीकरण लिख सकते हैं तो मेष 2 तो यह तो अगर उस तीसरे समीकरण में आते हैं तो बाद में आएंगे स्लाइड समय देखें 1502 तो अगर उस पहले समीकरण पर आते हैं तो मेष 2 के लिए दूसरा समीकरण भी लिखा लिखा और अगर सरल किया जाए तो यह 11 I1 5 I2 6 I3 12 इसी प्रकार मेष 2 5 I1 19 के लिए होगा I2 2 I3 0 यह समीकरण 2 है अब अगर आते हैं तो यह तीसरा मेष 3 इस तरह आगे बढ़ रहा है इस तरह आगे बढ़ रहा है तो यह वास्तव में I3 r I2 में 2 होगा बस अपने r से बता रहा हूँ मेरे मुंह से क्या कहते हैं बस सुनो यह मेष 3 को देखेगा यह आर मेष 3 है यह 2 में होगा I3 I2 बस अगर पहले से ही समझाया है क्योंकि क्लाकवाइज में चल रहे हैं तो I3 और इस दिशा में हां I3 I2 इसलिए यदि यह देखें कि यह I3 I2 में 2 होगा तो मैं इस शब्द को I3 I2 में पहले 2 बता रहा हूं अगला अगला है r इस डिपेंडेंट सोर्स 2 2 का अर्थ है कि r पहले कहा था कि r I1 I2 क्योंकि यह पहले कहा गया है और यह 2 i है इसका मतलब है 2 I1 डिपेंडेंट सोर्स 2 I1 I2 स्लाइड समय देखें 1629 तो अगर उस R 2 r I1 I2 को देखें तो यहां 3 I3 I1 6 में क्लॉकवॉइस है तो जब ऊपर की ओर बढ़ता है तो यह I3 I1 इनटूinto 6 है तो 6 इनटू I3 I1 तो यह I में r 6 है अगर इसे सरल करते हैं तो यह I1 I2 2 होगा I3 0 यह समीकरण 3 है इसलिए समीकरण 1 समीकरण 1 2 और समीकरण 3 को हल करना है अगर इसे मैट्रिक्स के रूप में बनाते हैं और किसी भी तरह से क्लैमर Clammer's ruleके नियम को हल करते हैं स्लाइड समय देखें 1655 I1 225 एम्पीयर I2 075 एम्पीयर मिलेगा स्लाइड समय देखें 1701 और I3 15 एम्पीयर वह कैपिटल I1 I2 है तो यह 15 एम्पीयर आ रहा है तो यह जो कुछ भी है उन समस्याओं और थोड़ी सी व्याख्या को देखा है जो कि आरएएस विश्लेषण के लिए किसी भी मौजूदा स्रोतों के बिना है पहले जो कुछ भी देखा है वह केवल वोल्टेज सोर्स के साथ कोई आर नहीं देखा है जिसे करंट सोर्स कहते हैं तो अब करंट सोर्स के साथ मेष एनालिसिस का एनालिसिस करेंगे तो इस खंड में सर्किट पर मेष एनालिसिस लागू होगा जिसमें डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स शामिल हैं स्लाइड समय देखें 1735 इसलिए सर्किट में करंट सोर्स की उपस्थिति यह वास्तव में समीकरणों की संख्या को कम करती है तो 2 निम्नलिखित मामलों पर विचार करें जब एक मौजूदा सोर्स केवल एक मेष में मौजूद हो यह फिगर है स्लाइड समय देखें 1753 तो एक साधारण सर्किट दिखाएगा जिसमें 2 मेष होते हैं करंट सोर्स मेष 2 में मौजूद है स्लाइड समय देखें 1804 तो इस मामले में मान लें कि यह आर करंट सोर्स है 2 मेश हैं और 1 एक करंट सोर्स मौजूद है यह 1मेश है और यह एक और मेश है और 1 करंट सोर्स बस इसमें मौजूद है तो अगर उस पर गौर करें तो सबसे पहले यह पता लगाना है कि I2 का मान क्या है तो इन क्लॉक वाइज की तरह लिया है तो इस तरह से लिया है लेकिन यह 10 एम्पीयर ऊपर की तरफ है और यह 10 एम्पीयर ऊपर की तरफ है तो I2 10 एम्पीयर जो यहाँ दिखाया गया है I2 10 एम्पीयर तो समीकरण की संख्या यहां 2 नहीं है समीकरण की संख्या 1 होगी क्योंकि एक अन्य 1मेश मेंकरंट सोर्स है तो यह समीकरण की संख्या को कम करता है तो सीधे I2 10 एम्पीयर लिख सकते हैं अब यदि मेष 1 में आर केवीएल लागू करें तो यह आर होगा यदि इस पर गौर करें कि मैं इसे लिखने के लिए लिख रहा हूं मुझे इसे लिखें तो अगर आर 1 केवीएल को मेष 1 में लागू करें तो क्या कॉल करें स्लाइड समय देखें 1909 फिर यह I1 में 8 I1 में 8 हो जाएगा और इस दिशा में बहने वाली करंट I1 है और यह I2 है तो इस दिशा में I1 I2 है तो I1 में 12 I2 और इंफिनिटी 0 लेकिन I2 10 एम्पीयर समझाया है तो अगर I2 10 एम्पीयर डालें तो यह I1 12 होगा और यह I1 और I2 10 एम्पीयर है इसका मतलब है यह 10 20 0 होगा यहां से यह पता लगा सकते हैं I1 क्या है क्योंकि यह केवल यह 12 है तो यह I1 है तो इससे पता लगा सकते हैं कि I1 क्या है तो यह सॉल्यूशन दिया जाता है तो इस मामले में r I1 5 एम्पीयरampere यह आंसर है स्लाइड समय देखें 2008 अब जब एक करंट सोर्स में 2 मेश मौजूद हैं तो मान लीजिए कि करंट सोर्स में 2 मेश हैं तो फिर क्या होगा स्लाइड समय देखें 2014 तो बस इस सर्किट को देखें हमें उदाहरणों की किस्मों को देखें ऐसे लिया है कि नहीं मिलना चाहिए कोई भी पता नहीं होना चाहिए कोई भ्रम नहीं होना चाहिए एसी सर्किट भी इसी तरह की बात होगी लेकिन उदाहरण के लिए कम संख्या लें क्योंकि यह देखें कि क्योंकि जटिल संख्या शामिल होगी इसे हल करने में समय लगता है लेकिन अवधारणा एक ही रहेगी तो सवाल यह है कि जब भी अगर 2 मेष हैं तो 2मेष हैं बेटन में एक करंट सोर्स है एक करंट सोर्स है और इसके साथ ही 4 Ω रेजिस्टेंस भी है इस करंट के साथ सीरीज में है सोर्स तो क्या कर सकते हैं इसलिए मुझे इसे करने दें तो इसलिए इन एलिमेंट को बाहर करने के लिए क्या किया जा सकता है स्लाइड समय देखें 2101 इस एलिमेंट को बाहर करने का मतलब है कि करंट सोर्स और में जुड़े अन्य एलिमेंट सीरीज को छोड़कर एक सुपर मेष बनाएं जो इसे इस आकृति में दिखाया गया है इसलिए इस एलिमेंट को छोड़कर इसे सुपर मेष बना रहे हैं जैसे सुपर नोड ने अध्ययन किया है स्लाइड समय देखें 2119 अब एक सुपर मेष बनाएगा करंट सोर्स और अन्य एलिमेंट को छोड़कर यह ऐसा है जिसमें यह दिखाया गया है कि यह एक सुपर मेष बनाया गया है लेकिन यह आर क्या है जो इस करंट को I1 कहता है यह करंट I2 है लेकिन इसे एक ही मत समझो करंट 12 Ω 28 Ω यह बह रहा है ऐसा नहीं है तो एक सुपर मेष बनाया जाता है स्लाइड समय देखें 2148 तो अब इस मामले में आर लागू करें जो केवीएल को I 1 20 इनटू I2 40 में बुलाता है 40 0 होगा 12 I1 20 I2 40 0 देखें क्योंकि यह सुपर मेश बनाया गया है और इसे बाहर रखा गया है इसे अन्य तरीके से दूसरे तरीके से अगर यह अन्य तरीके से है तो मूल रूप से इस लूप में केवीएल को लागू कर रहे हैं इसलिए यदि इस लूप में केवीएल को लागू करते हैं तो यह मूल रूप से 12 है I1 यह एक 12 I1 है तो यहां भी 12 I2 माफ करना 20 28 I2 और 40 क्योंकि नेगेटिव टर्म 0 का सामना करना पड़ता है स्लाइड समय देखें 1211 तो इस एक को बाहर रखने के लिए इस एक को छोड़कर एक सुपर नोड बनाया जाता है तो इस तरह से इसे फिर से लिखना तो यह r I1 है और यह सुपर मेष है इस तरह से बनाया गया है कि एक ही समीकरण को कैसे लिखा जाए तो यह r है यदि 3 I1 7 I2 10 को सरल बनाएं KCL को नोड 3 में नोड 3 पर लागू करें यह एक देता है अब दूसरी बात नोड ओ पर केसीएल लागू करें इसका मतलब है मुझे इन चीजों को आर नोड ओ है यह ओ है तो सवाल यह है कि यहां यह 6 एम्पीयर करंट है स्लाइड समय देखें 2307 यह ऊपर की दिशा है तो यह 6 एम्पीयर है यह नोड को छोड़ रहा है और यह I2 वास्तव में नोड में प्रवेश कर रहा है और यह I1 छोड़ रहा है क्योंकि करंट I1 इस तरह से करंट I2 भी इस तरह से जाता है इस तरह से जाता है तो मूल रूप से यह I2 इस नोड पर प्रवेश कर रहा है तो I2 r 6 r I1 तो केसीएल इस नोड पर लागू होते हैं इसलिए यह तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि I1 6 बराबर है या I1 I2 6 है स्लाइड समय देखें 2342 Refer Slide Time 2356 अब इस समीकरण को हल करें 1 और 2 अगर हल करते हैं तो I1 32 एम्पीयर और I2 28 एम्पीयर मिलेगा इसलिए एक सुपर मेष में निम्नलिखित संपत्ति होती है एक सुपर मेष होता है जिसका कोई वर्तमान नहीं होता है स्लाइड समय देखें 2356 यह आर है यह आर है यह पहली बात है एक सुपर मेष का अपना कोई करंट नहीं है सुपर मेष में दूसरा एक करंट सोर्स है जो मेष करंट के लिए हल करने के लिए आवश्यक कांस्टेंट समीकरण प्रदान करता है तो जो कांस्टेंट समीकरण है मुझे इसे करने दो इसलिए क्योंकि यह वास्तव में यह समीकरण है जो वास्तव में इस समीकरण को लगातार समीकरण r के रूप में परिभाषित करता है यह समीकरण r समीकरण है क्योंकि समीकरण O पर नोड पर लागू होता है क्योंकि यही कारण है कि यह एक कांस्टेंट समीकरण है अन्यथा इसे हल नहीं किया जा सकता इसलिए जब भी सुपर मेष को बाहर कर रहे हैं तो सोचना होगा कि एक आर केसीएल को एप्लीकेशन करना था तो उस अन्य समीकरण को प्राप्त करें तभी इसे हल कर सकते हैं क्योंकि उस लूप या सुपर मेष अवधारणा का उपयोग करने से एक समीकरण मिला तो और उस सुपर मेष में एक और बात केसीएल को लागू करना है और यह लागू किया जाता है और यह कांस्टेंट समीकरण है यह और तीसरा सुपर सुपर मेष है जिसमें केवीएल और केसीएल दोनों के एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है क्योंकि आर नोडल एनालिसिस की तरह भी है सुपर नोड केवीएल और केसीएल को यहां देखा गया है केवीएल को भी उसी समय की आवश्यकता होती है यहां कांस्टेंट समीकरण केसीएल है जो कि होना चाहिए स्लाइड समय देखें 2527 तो एक और उदाहरण लें यह एक बड़ा है जो यह फिगर में दिखाए गए सर्किट के मेश एनालिसिस का उपयोग करके I1 और i4 निर्धारित करता है स्लाइड समय देखें 2531 तो इस मामले में जो कुछ भी देख सकता है वह पहले समस्या को देखेगा पहले समस्या को देखें यह 1मेष है और यह एक और मेष है यह एक और मेष है यह एक और मेष है 4 मेष हैं इन 2 मेष क्या कहते हैं कि करंट सोर्स मौजूद है और इसलिए जैसा कि शोड पहले 2 मेश हैं और बीच में में करंट सोर्स है तो यह एक सुपर मेष बनाता है इसी तरह मेष और इन मेष के बीच में एक डिपेंडेंट करंट सोर्स यहां है हो तो यह एक और सुपर मेष भी बना रहा है तो यह सुपर मेष और यह सुपर मेष वे अन्तर्विभाजित करते हैं आखिरकार उन्होंने इस सुपर मेष को बनाया स्लाइड समय देखें 2629 तो अंततः यह जो कुछ भी है तो बन जाते हैं उनके पास एक कॉमन डिपेंडेंट करंट होती हैं जिन्हें कहा जाता है कि यह इंटरसेक्ट करती हैं और यह वास्तव में अंत में यह एक बड़ा या एक बड़ा सुपर मेष बन गया है तो अंततः r यह फिर से दोहराना चाहिए यह एक करंट सोर्स है जो इस मेष को पकड़ता है और यह मेष एक सुपर मेष भी बनाता है यह एक और मेष है यह एक और मेष है तो डिपेंडेंट करंट सोर्स है यह एक और सुपर मेष बनाने के लिए स्वतंत्र है तो ये 2 सुपर मेष आर एक दूसरे को काटते हैं और अंत में डैश लाइन यह एक आर बनाते हैं जो बड़े सुपर मेष को कॉल करता है जो कि इस सर्किट को हल करने के लिए लागू होता है तो डैश लाइन वास्तव में बड़ा सुपर मेष है स्लाइड समय देखें 2726 तो अब केवीएल को बड़े सुपर मेष में लगाने से मिलेगा तो यह बड़ा सुपर मेष KVL लागू होता है यह 4 I1 है यह 4 I1 r है यह r 8 I3 है और यह R 12 I2 है यदि इस पर गौर करें तो r 0 0 4 I1 है एक चीज़ 12 I2 से छूट गई है 8 I3 4 I1 एक और एक याद किया है वह यह है तो 16 यहां 16 I3 i4 है क्योंकि यह इस तरह से आगे बढ़ रहा है यह 16 I3 i4 है क्योंकि क्लॉकवाइज सुपर मेष में आगे बढ़ रहे हैं इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो 16 I3 i4 यहां यह 0 आ रहा है इसलिए सरलीकरण के बाद I1 3 I2 6 I3 4 i4 0 डिपेंडेंटdependent करंट सोर्स के लिए KCL नोड ए लागू करें तो यदि केसीएल यहां लागू करें यदि नोड पर यहां केसीएल लागू होते हैं तो नोड को यहां एक केसीएल लागू करें तो यह अगर लगता है कि यह I2 यह I2 r I1 5 है क्योंकि यह करंट में प्रवेश कर रहा है और I1 और 5 में यह 5 एम्पीयर करंट सोर्स है तो छोड़ना तो यह I1 I2 5 है तो बस पकड़ो इसलिए यह आरसीएल को नोड नोड में लागू करने वाला है इसलिए यदि नोड पर केसीएल लागू कर रहे हैं तो एक I2 I1 5 प्राप्त करें डिपेंडेंटdependent करंट सोर्स के लिए कहा गया KCL को नोड B पर लागू करें स्लाइड समय देखें 2911 तोडिपेंडेंटdependent करंट सोर्स के लिए यह एक और नोड यहाँ है एक और नोड यहाँ है तोडिपेंडेंटdependent करंट सोर्स के लिए नोड B पर KCL लागू करें इस मामले में क्या होगा कि यह करंट r जिसे यह कॉल करता है वह एकडिपेंडेंटdependent करंट है यह वास्तव में है और यह वास्तव में 3 I है यह एक डिपेंडेंटdependent करंट सोर्स है इसलिए यदि लागू होता है तो पहले इस बिंदु पर आर केसीएल यहां लागू किया जाता है स्लाइड समय देखें 2950 अब इस बात पर केसीएल लागू करें फिर यहकरंट वास्तव में इस I3 में प्रवेश कर रहा है और यह 3 करंट भी यहां आ रहा है 2 3 r में प्रवेश कर रहे हैं जिसे I2 कहते हैं इसलिए इसका मतलब है अगर मुझे तो I3 3 यह वास्तव में यहाँ है यह एक डिपेंडेंट r है जिसे डिपेंडेंटdependent करंट सोर्स कहते हैं तो एक और बात यह है कि यह I3 वास्तव में इस तरह से आगे बढ़ रहा है तो मूल रूप से आर क्या कॉल करते हैं लेकिन वैसे भी इसे लागू कर रहे हैं बाद में उस पर आ जाएगा तो आर I3 3 I2 को लागू करना तो और नोड B पर KCL में उस समीकरण पर वापस जाएं स्लाइड समय देखें 3038 तो जहाँ यह यहाँ गया है कि I2 I3 3 I अब यह देखना है कि r i4 I अगला क्या है अगर यह है तो यह दिशा है बस इन दिशाओं को पकड़ लें स्लाइड समय देखें 3053 तो यह r i4 है लेकिन इसे ऊपर की तरफ ले जाया जाता है जैसे यह जा रहा है तो i4 या कैपिटल i4 तो मुझे इसे करने दो तो इसलिए यह एक आर यह एक I फिर I2 I3 3 i4 है क्योंकि अभी अभी अभी i4 दिया है यह समीकरण 3 है अब KVL को मेष में लागू करें 4 यदि KVL को मेष 4 में लागू करें यह जाल इसका मतलब है कि इस मेष में यदि केवीएल को लागू किया जाता है तो यदि यह लागू होता है तो यह 4 i4 20 16 में i4 I3 होगा तो सीधे फिर से नहीं लिख रहा हूँ यह समझ में आता है स्लाइड समय देखें 3151 तो अगर इस बात को लागू करें 4 i4 20 16 i4 I3 में तो यह 5 i4 4 I3 है इसलिए समीकरण 4 तो 4 समीकरण और 4 अज्ञात हैं तो इसे हल करने के बाद I1 75 एम्पीयर I2 25 एम्पीयर I3 393 एम्पीयर i4 214 मिलेगा 2143 एम्पीयर तो यह 4 अज्ञात है Glossaryशब्दकोश English Word Word Meaning Mesh मेष जाल Individual इंडिविजुअल व्यक्तिगत cyclic साइक्लिक चक्रीय capital कैपिटल बड़ा inverse इन्वर्स व्युत्क्रमानुपाती Direction डायरेक्शन दिशा Mesh analysis मेष एनालिसिस मेष विश्लेषण Nodal analysis नोडल एनालिसिस नोडल विश्लेषण Relation रिलेशन संबंध Application एप्लीकेशन अनुप्रयोग Dependent source डिपेंडेंट सोर्स आश्रित स्रोत unique solution यूनीक सॉल्यूशन अद्वितीय हल Negative term नेगेटिव टर्म ऋण आत्मक पद